अब हम कुछ केस स्टडीज़ को कवर करने जा रहे हैं विशेष रूप से हेल्थकेयर पर हेल्थकेयर के लिए IoT का उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं तो हमने पिछले व्याख्यान के विभिन्न मॉड्यूलों में देखा है जिन्हें हमने इस पाठ्यक्रम में अब तक कवर किया है कि विभिन्न प्रकार के सेंसर संभव हैं और ये सेंसर कुछ भी जो समझ में आने वाले हैं उन्हें सेंस करने में मदद कर सकते हैं इसलिए स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में विभिन्न सेंसर हैं जो कि गढ़े गए हैं जो कि मानव की शारीरिक स्थिति की निगरानी के लिए विकसित किए गए हैं इसलिए उदाहरण के लिए शरीर का तापमान सेंस हो सकता है सामान्य थर्मामीटर क्या करता है तापमान को माप सकता है रक्तचाप सेंसर हो सकता है जो मानव के रक्तचाप को माप सकता है इसी तरह विभिन्न प्रकार के सेंसर हो सकते हैं उदाहरण के लिए पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर ईसीजी सेंसर ईएमजी सेंसर और कई अन्य विभिन्न प्रकार के सेंसर तो IoT में इन विभिन्न सेंसरों को अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से विकसित किया गया है और इसी तरह इनका उपयोग सेंसर नोड्स बनाने के लिए किया जा सकता है और पिछले व्याख्यान में हम पहले से ही एक सेंसर नोड के विभिन्न घटकों के बारे में जान चुके है तो सेंसर उन घटकों में से एक है इसी तरह विभिन्न घटक हैं एक प्रसंस्करण इकाई है जो आवश्यक है एक संचार इकाई है एक शक्ति इकाई है और इसी तरह तो इन सभी विभिन्न इकाइयों को एक साथ रखा गया है मूल रूप से एक सेंसर नोड है और सेंसर नोड उस विशेष नोड के साथ तय किए गए सेंसर के आधार पर शारीरिक पैरामीटर भेज सकता है और इसी तरह मानव शरीर में मूल रूप से अलग अलग सेंसर हो सकते हैं जो आपको अलग अलग शारीरिक घटनाओं को महसूस करने और सेंसर नोड को एकल या अलग अलग सेंसर नोड्स में भेजना जानते हैं साथ ही वे एक विशेष रूप से ऐसे नोड को अलग अलग डेटा भेज सकते हैं और उस नोड से डेटा को आगे की प्रक्रिया के लिए कहीं और भेजा जा सकता है तो हमारे पास क्या है हमारे पास नंबर एक है सेंसर नंबर दो कहीं से डेटा का संचार है और फिर उस जगह से डेटा या तो इसे स्थानीय रूप से संसाधित किया जाना है या इसे तेजी से बेहतर प्रसंस्करण और प्रसंस्करण के परिणामों का प्रसार के लिए कहीं और भेजा जाना है तो यह वही है जो आमतौर पर ज्यादातर IoT हेल्थकेयर समाधानों में किया जाता है इसलिए इस विशेष व्याख्यान में मैं यह बताने जा रहा हूं कि अलग अलग IoT हेल्थकेयर सेंसर क्या हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रणालियों के निर्माण के लिए कैसे किया जा सकता है जो रोगियों की दूरस्थ निगरानी के साथ निरंतर वास्तविक समय में मदद कर सकते हैं जिसे एक विशिष्ट केस स्टडी के रूप में लिया जा सकता है और यह वह प्रणाली है जिसे अम्बुसेन्स प्रणाली के रूप में जाना जाता है जिसे हमने अपनी प्रयोगशाला आईआईटी खड़गपुर की स्वान प्रयोगशाला में विकसित किया है और अब हम इस छोटे से हिस्से में बात करने जा रहे हैं कि यह विशेष प्रणाली क्या करती है और अम्बुसेन्स प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताएं क्या हैं तो आप जानते हैं कि जब हम स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में सेंसर के बारे में बात करते हैं तो वे सेंसर को रोगी के डेटा को समय के साथ इकट्ठा कर सकते हैं और मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि किस तरह का डेटा है तो ये डेटा रक्तचाप या शरीर के तापमान को माप सकते हैं या आप रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति और इसी तरह और आगे जानते हैं इसलिए इस डेटा को एकत्र किया जाता है और इस डेटा का स्थानीय स्तर पर या दूर से विश्लेषण किया जा सकता है उदाहरण के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए निवारक देखभाल को सक्षम करने के लिए तो आप निवारक देखभाल का मतलब जानते हैं जैसे कि आप समय के साथ एक डेटा एकत्र करते हैं और उसके आधार पर आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई महत्वपूर्ण तत्व है जो भविष्य में उस विशेष रोगी के लिए आने वाला है इसलिए यह नंबर एक है नंबर दो यह है कि यदि कोई विशेष रोगी उदाहरण के लिए अस्पताल में है तो उस रोगी को जिसे आप जानते हैं आमतौर पर यह रोगी विभिन्न प्रकार की दवाओं के अधीन है और रोगी को विभिन्न प्रकार के उपकरणों और इसी तरह से फिट किया जाता है तो चिकित्सा के प्रभावों को समझना चिकित्सा जो कि उस विशेष रोगी के अधीन है रोगी पर सेल थेरेपी के प्रभाव को समझना तो यह सेंसर का उपयोग करने का एक और फायदा है और कनेक्टिविटी मूल रूप से यह क्या करती है कनेक्टिविटी इन सेंस डेटा को दूरस्थ प्रसंस्करण से निर्णय लेने के लिए दूरस्थ रूप से भेजने की अनुमति देगा और इसी तरह अब वे उपकरण जिनमें डेटा एकत्र करने की क्षमता अलग अलग हैं जिन्हें आप जान सकते हैं कि वे या तो डेटा को स्वचालित रूप से प्राप्त कर सकते हैं और डेटा को उन डॉक्टरों को भेजा जा सकता है जिन्हें आप जानते हैं और यह स्वतः भी हो सकता है डेटा को किसी में संग्रहीत किया जा सकता है सर्वर या ऐसा कुछ जहां कुछ प्रकार के एनालिटिक्स होंगे तब जिन्हें निष्पादित किया जाएगा और एनालिटिक्स के आधार पर अगर किसी में अगर किसी मरीज को कुछ गंभीर स्थिति होने की संभावना है तो संबंधित डॉक्टर को सूचित किया जाएगा तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सेंसर और कनेक्टिविटी की मदद से इन चीजों को स्वचालित करके हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह नंबर एक है जिससे हम मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब हैलगातार डॉक्टरों का ध्यान दूसरी बात यह है कि त्रुटि की संभावनाएं और होने वाली त्रुटियों के जोखिम भी कम हो जाते हैं क्योंकि स्वचालन स्वाभाविक रूप से त्रुटि की संभावना को कम करता है और कुल मिलाकर आपको पता है कि इन चीजों से न केवल दक्षता में वृद्धि होगी जबकि आपको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रखरखाव और संचालन कि परिचालन लागत कम करने का पता चलता है तो आईओटी हेल्थकेयर के विभिन्न घटक हैं इसलिए मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि आप जानते हैं कि सेंसर होने चाहिए शारीरिक सेंसर तो ये सेंसर संवेदन परत का हिस्सा हैं परत और सेंसर जिन्हें आप जानते हैं कि वे इन सभी विभिन्न प्रकार के सेंसर से युक्त हो सकते हैं जिनका उल्लेख मैंने उन RFID के रूप में किया है जिन्हें आप सेंसर नेटवर्क और इसी तरह से जानते हैं और Google ग्लास और फिटबिट ट्रैकर ये कुछ ऐसे अलग अलग डिवाइस हैं जो सेंसिंग लेयर में निष्पादित होते हैं फिर आपके पास एकत्रित परत होती है जिसे आप मूल रूप से जानते हैं जो संवेदी परत के सेंसर से प्राप्त डेटा को एकत्र करती है और यह डेटा एग्रीगेटर ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे आपका स्मार्ट फोन या टैबलेट और इसी तरह की इसलिए इन एग्रीगेट आंकड़ों पर जो भी किया जाता है वह मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग संवेदी डेटा से प्राप्त होता है जो मूल रूप से जुड़े होते हैं और आप जानते हैं कि इन्हें एक साथ रखा जाता है और आप जानते हैं और व्यक्तिगत डेटा भेजने के बजाय उस विशेष एग्रीगेटर नोड से साथ में भेजने से डेटा की संख्या कम कर देते हैं और डेटा को आगे भेजा जाता है तो फिर आपके पास एग्रीगेटर लेयर की सेंसिंग लेयर है और फिर हमारे पास प्रोसेसिंग लेयर है जहाँ मूल रूप से प्रोसेसिंग लेयर और क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है जो डेटा के भंडारण और एकत्र किए गए डेटा की प्रोसेसिंग और आगे के विश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं आपको पता है कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए तो हमारे पास संवेदन और माप के भाग के रूप में ये विभिन्न प्रकार के सेंसर हैं तो आपके पास ये अलग अलग सेंसर हैं स्मार्ट वॉच और ब्लड प्रेशर सेंसर और इसी तरह से इन विभिन्न एग्रीगेटर नोड्स के बारे में जानने और मापने के लिए शारीरिक स्थितियों के डेटा भेजे जाते हैं जो आपको पता हो कि ये अलग अलग पीडीएस जैसे आपका मोबाइल फोन स्मार्टफोन हो सकते हैं और डेटा डेटा एग्रीगेटर से आगे भेजे जाते हैं इस तरह से इस विभाजककर्ता को कभी कभी एलपीयू के रूप में भी जाना जाता है जिसका मतलब है लोकल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए आम तौर पर अगर आप मानव शरीर के बॉडी एरिया नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो आमतौर पर एक बॉडी एरिया नेटवर्क में आपके पास एक ही एलपीयू होता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से सेंसर डेटा प्राप्त करता है इसलिए प्रत्येक मनुष्य के पास एलपीयू है जो एक स्मार्टफोन या एक टैब या उस तरह का कुछ है और वह विशेष उपकरण इन सभी डेटा को प्राप्त करता है और इस डेटा को क्लाउड और विभिन्न सर्वरों में आगे संसाधित किया जाता है और इसके आधार पर आप जानते हैं कि विभिन्न निर्णय किए जा सकते हैं और निर्णयों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो संबंधित हितधारकों को सूचित किया जा सकता है कि रोगी के साथ क्या हो रहा है तो आईओटी हेल्थकेयर में अनुसंधान की अलग अलग दिशाएं हैं नंबर एक दूरस्थ स्वास्थ्य देखभाल है और यही वह जगह है जहां हमने अपनी प्रयोगशाला में थोड़ा सा काम किया है और इसलिए जो हुआ है वह कहता है कि आपके पास ये सभी अलग अलग सेंसर हैं रक्तचाप मॉनिटर सेंसर तापमान सेंसर और इसी तरह के अन्य जो आम तौर पर विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कंपनियों द्वारा विकसित किए जाते हैं तो क्या होता है एक ही समय में सेंसर की मदद से डॉक्टरों और पैरामेडिक्स जिन्हें आप स्वास्थ्य पेशेवरों से जानते हैं वे दूर से सामान्य रूप से विभिन्न रोगियों की स्थिति देख सकते हैं वे विभिन्न रोगियों की स्थिति की बड़े पैमाने पर निगरानी कर सकते हैं अलग अलग मरीज़ों पर भी नज़र रख सकते हैं तो यह रिमोट हेल्थ केयर है तो यह वायरलेस IoT रोगियों को स्वास्थ्य देख रेख के लिए लाने के बजाय स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न समाधान देता है तो आमतौर पर क्या होता है की पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए रोगी को अस्पताल या नर्सिंग होम जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं से गुजरना चाहिए और IoT आधारित स्वास्थ्य देखभाल में क्या होता है ये सभी अलग अलग चिकित्सा उपकरण हैं जो पोर्टेबल हैं वे पहनने योग्य हैं और इसी तरह तो वे मनुष्य वे मरीज हो सकते हैं जिन्हें वे पहन सकते हैं और केवल एक चीज जो करनी है वह यह है कि किसी भी तरह इस पहनने योग्य सेंसर के डेटा को संबंधित चिकित्सा पेशेवरों को भेजा जाना चाहिए उदाहरण के लिए आपका व्यक्तिगत चिकित्सक जिसे आप पारिवारिक चिकित्सक मानते हैं और इसलिए अगर यह आवश्यक है तो डॉक्टर आगे चलकर हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि रोगी में कुछ गंभीर स्थिति चल रही है इसलिए इस तरह के सिस्टम में सुरक्षित रूप से विभिन्न मेडिकल डेटा को IoT आधारित सेंसर के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा जो विभिन्न स्मार्ट एल्गोरिदम के साथ डेटा का विश्लेषण करते हैं और यह वायरलेस रूप से इस अलग अलग सेंसर से प्राप्त डेटा को अनुशंसा के लिए वायरलेस रूप से विभिन्न मेडिकल पेशेवरों को भेजा जाता है इन बायोमेडिकल के विभिन्न सेंसरों के उपयोग के परिणामस्वरूप रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव है आप जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल सेंसर से वास्तविक समय में निगरानी संभव है तो पहले जो होना है वह यह है कि अगर आपको मॉनिटर करने की जरूरत है कि आपका रक्तचाप कितना है आपको अस्पताल जाना होगा और अपना ब्लड प्रेशर मापना होगा भले ही आपने ब्लड प्रेशर डिवाइस से घर पर मापा हो आमतौर पर क्या होता है आप इसे हर समय नहीं मापते हैं तो इस तरह की प्रणाली के मामले में जहां विभिन्न सेंसर होते हैं रक्तचाप सेंसर आपको पता है कि सेंसर की मदद से वास्तविक समय में रोगियों की स्थिति की निगरानी करना संभव होगा चौबीस घंटे यह संभव है लेकिन फिर आप जानते हैं कि यह कार्यान्वयन नीतियों और इस पर निर्भर करता है कि हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर यह माप कितनी बार किया जाना है सेंसर का उपयोग फिर से तैयार किए गए शारीरिक डेटा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है ताकि आगे के विश्लेषण और भंडारण या भंडारण विश्लेषण के लिए गेटवे के माध्यम से इस डेटा को क्लाउड पर भेजा जाए इसलिए वायरलेस रूप से यह सिस्टम डेटा को देखभाल करने वालों के पास भेज देता है और इस तरह कुल मिलाकर सिस्टम स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम या कम कर देगा तो यह आपके लिए योजनाबद्ध है कि इस तरह की प्रणाली कैसे काम करेगी आपके पास ये अलग अलग सेंसर होंगे ये अलग अलग विषम सेंसर हैं जिन्हें आप विभिन्न रंगों द्वारा निरूपित जानते हैं तो ये सेंसर डेटा भेजेंगे और उन डेटा को दूरस्थ डॉक्टरों को उपलब्ध कराया जाएगा और डॉक्टर वास्तविक समय में निगरानी कर सकते हैं कि किसी विशेष रोगी के लिए हृदय गति कितनी है या शरीर का तापमान कितना है और इसी तरह अलग अलग और अगला फायदा निवारक देखभाल का है इसलिए निवारक देखभाल में आपको क्या करने की आवश्यकता है कि आपके पास इस लक्ष्य समूह के कुछ मरीज़ हैं जो विभिन्न शारीरिक सेंसर के साथ इलाज करते हैं और उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जिनके पास घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है उनके साथ विभिन्न सेंसर फिट किया जा सकता है और इन वरिष्ठ लोगों के साथ एक आम समस्या यह है कि वे अक्सर नीचे गिर जाते हैं तो गिरावट का पता लगाना एक महत्वपूर्ण समस्या है और यह गिरावट का पता लगाना इस निवारक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा है और इसलिए क्या होता है अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है और इस आपातकालीन स्थिति का पता लगता है और उन स्थितियों के तहत परिवार के सदस्यों को सतर्क करता है उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिक घर पर गिर गया है इसलिए यदि एक उचित प्रणाली IoT हेल्थकेयर सिस्टम है तो व्यक्ति के परिवार में संबंधित लोग या उनके अलग अलग रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्हें इस विशेष घटना के बारे में सूचित किया जा सकता है इसका मतलब है व्यक्ति का गिरना फिर मशीन लर्निंग के अलग अलग दिलचस्प उपकरण हैं जिनका उपयोग प्रवृत्ति को ट्रैक करने और भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है उदाहरण के लिए अगर कोई भी विसंगति का पता चलता है और यह विसंगति समय के साथ बदलती रहती है भविष्य में इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है तो ये सभी चीजें अलग अलग मशीन लर्निंग टूल्स की मदद से परत के साथ संभव हैं तो अब हम अम्बुसेन्स सिस्टम में आते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस अम्बुसेन्स सिस्टम को हमारे द्वारा विकसित किया गया है और यह वास्तव में आईआईटी खड़गपुर और एमएचआरडी द्वारा समर्थित एक वित्त पोषित संयुक्त परियोजना है जो भारत सरकार की एमएचआरडी के फंड के जरिए है और इसलिए इस परियोजना में हमने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो दूरस्थ मरीजों की निगरानी में मदद कर सकती है जब वे दूरस्थ स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों से शहर के अस्पतालों में स्थानांतरित होते हैं तो आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का परिदृश्य है जो इसमें होता है मामला हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए है और हमने उसके लिए एक प्रणाली विकसित की है और नीलोय सहा वह आपको सिस्टम की विभिन्न कार्यात्मकताओं के बारे में समझाने जा रहे हैं कि यह कैसे काम करता है यह कैसे बनाया गया है जो विभिन्न चुनौतियां क्या हैं और इसके बाद हम सिमुलेशन और एक एनीमेशन के माध्यम से जाने वाले हैं जो आपको दिखाएगा कि किसी देश के विभिन्न नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए IoT हेल्थकेयर समाधान कैसे तैनात किए जा सकते हैं नमस्ते मैं डॉक्टर सुदीप मिश्रा के तहत एक अनुसंधान विद्वान नीलॉय साहा हूं और मैं अंबुन्स प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा AmbuSens परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से हमारे देश में मौजूदा स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए संचार और चीजों के इंटरनेट की संवेदी तकनीकों का उपयोग करते हुए चलनक्षम स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान देना है मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह एक मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके लिए स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में रोगी की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है इसलिए वेरिएबल सेंसिंग तकनीकों और वायरलेस सेंसर का उपयोग करना जो अक्सर आकार और चर में छोटे होते हैं अम्बुसेन्स प्रोजेक्ट का उपयोग करके हम स्वास्थ्य सेवा को रोगियों के करीब लाने का प्रयास करते हैं एक अन्य समस्या जो पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा में मौजूद है विशेष रूप से एम्बुलेटरी हेल्थकेयर के मामले में है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया अक्सर चिकित्सा कर्मियों या तकनीशियनों जो एम्बुलेंस में रोगियों के साथ आते हैं वे किसी भी जटिलताओं से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं होते है क्योंकि वे ऐसी जटिलताओं से निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं रखते हैं इससे समस्या उत्पन्न हो सकती हैं AmbuSens परियोजनाओं और इसकी तत्काल वास्तविक समय की निगरानी क्षमताओं का उपयोग करके हमारे पास कुछ दूरस्थ स्थान पर कुशल कर्मियों द्वारा दूरस्थ प्रतिक्रिया और निगरानी का प्रावधान है और यह इस तरह की जटिलता और ऐसी समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है जो रोगी वाहन के पारगमन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं एक और समस्या जो अक्सर उत्पन्न होती है वह है वास्तविक समय की निगरानी उदाहरण के लिए आइए हम एक ऐसे मामले पर विचार करें जिसमें एक मरीज को किसी शहर या ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक या माध्यमिक देखभाल अस्पतालों से एम्बुलेंस का उपयोग करके शहर के एक विशेष क्लिनिक में स्थानांतरित किया जाता है इसलिए जबकि रोगी वास्तव में एम्बुलेंस में कस्बे से शहर की ओर जा रहा है रोगी की स्थिति की निगरानी बिल्कुल नहीं की जाती है इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि रोगी की स्थिति समय के साथ खराब हो सकती है और जब मरीज वास्तव में गंतव्य अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर उस स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं हो सकते हैं इसलिए हम वास्तविक समय की निगरानी या अंबुन्स प्रणाली का उपयोग करके हम समय के साथ रोगी की स्थिति के गतिशील परिवर्तनों को ट्रैक कर सकते हैं और यह चिकित्सा देखभाल की विलंबता को काफी कम कर सकता है मौजूदा प्रणाली पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी प्रत्येक रोगी को अपने साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड ले जाने की आवश्यकता होती है जब भी वह स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करता है लेकिन ये भौतिक रिकॉर्ड खो जाने से रोगी को शारीरिक हानि और दुःख हो सकता है इसलिए अंबुसेंस परियोजना इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए क्लाउड आधारित डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग प्रणाली को भी शामिल करती है अंबुसेंस परियोजना में अलग अलग IoT आधारित संवेदी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने में सक्षम हैं जिनमें से कुछ मॉनिटर किए गए मानदंड हृदय की दर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तापमान गैल्वेनिक त्वचा प्रतिक्रिया वगैरह हैं उदाहरण के लिए जिन सटीक मापदंडों पर नजर रखी जाती है वे अक्सर विशेष एप्लिकेशन परिदृश्य पर निर्भर होते हैं अगर हम किसी रोगी के मामले में विचार करते हैं जिसमें कुछ हृदय रोग हो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी प्राथमिक महत्व का होगा इसके अलावा एक बाल चिकित्सा मामले में तापमान अक्सर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है AmbuSens प्रोजेक्ट की सेंसिंग लेयर में अलग अलग वायरलेस सेंसर होते हैं जो मरीज से आने वाले फिजियोलॉजिकल डेटा और ब्लूटूथ ज़िगबी जैसी चीजों के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए डेटा को एक स्थानीय डेटा यूनिट में भेजते हैं डेटा एकत्र किया जाता है और प्रसंस्करण के लिए आगे भेजा जाता है अब एकत्रीकरण परत में हमने जिन चुनौतियों का सामना किया उनमें पावर मैनेजमेंट डेटा रेट ट्यूनिंग और शोर शामिल हैं उदाहरण के लिए डेटा दर ट्यूनिंग एक चुनौती है क्योंकि यह अक्सर बिजली प्रबंधन से संबंधित होता है और उदाहरण के लिए डेटा की विश्वस्तता भी होती है जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी डेटा से व्यवहार करते हुए हमने पाया कि 1024 हर्ट्ज की न्यूनतम नमूना दर पर ईसीजी डेटा की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक था शोर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसका संवेदी परत पर ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से कभी भी ऐसा परिदृश्य नहीं है जहां हम एक मरीज की गतिशीलता के साथ काम कर रहे हैं जो अक्सर गमनागमन के कारण होता है और एम्बुलेंस के थरथराने और शोर कि उपस्थिति में डेटा दूषित होते हैं इसलिए हमने स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में एक अलग तरह के फ़िल्टरिंग एल्गोरिदम को लागू किया ताकि क्लीन शोर फ्री सिग्नल प्राप्त किया जा सके AmbuSens प्रोजेक्ट स्टोरेज और एनालिटिक्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की शक्ति का भी लाभ उठाता है लेकिन यहाँ चुनौती यह है कि हम मेडिकल डेटा के साथ काम कर रहे हैं जो प्रायः प्राइवेसी स्टैंड पॉइंट के लिए संवेदनशील प्रकृति का है क्लाउड कंप्यूटिंग और स्टोरेज अक्सर मरीजों की पहचान से समझौता करने के लिए असुरक्षित है इसलिए यहां हमने एक स्वास्थ्य क्लाउड फ्रेमवर्क विकसित किया है जो पूरी तरह से गोपनीयता के बारे में है AmbuSens सिस्टम में एक नया पहचान मास्किंग मॉड्यूल शामिल है जो किसी रोगी की पहचान के हिस्से को क्लाउड पर भेजने से पहले दबा देता है ताकि क्लाउड कम्प्यूटेशन और एनालिटिक्स को रोगियों की पहचान को संरक्षित करके एक अपूर्ण डेटा सेट पर किया जा सके जैसा कि इस आंकड़े से स्पष्ट है कि जब हम ग्राहकों की संख्या बढ़ाते हैं तो औसत देरी स्थिर बनी रहती है जिससे सिस्टम की स्केलेबिलिटी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है AmbuSens प्रोजेक्ट में सिस्टम की विभिन्न क्रियाओं का उपयोग करने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के लिए एक वेब आधारित इंटरफ़ेस भी शामिल है कार्यात्मकताओं में ऐसी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं जैसे हमने मेडिकल डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए विकसित किए हैं हमने एक फीडबैक सिस्टम विकसित किया है ताकि डॉक्टर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और अपने कौशल से पैरामेडिक्स को कुशल विशेषज्ञता दे सकें जो एम्बुलेंस में यात्रा कर रहे थे इसमें उन्नत डेटा विज़ुअलाइज़ेशन भी शामिल है जो डेटा की बेहतर समझ के लिए वास्तविक जीवन की डेटा धाराओं में पैटर्न और रुझानों को स्पॉट करने में भी मदद करता है जो कि आ रहे हैं अब जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है कि अम्बुसेन्स सिस्टम के विभिन्न मॉड्यूल वास्तविक समय की निगरानी को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं यहां पहले हमारे पास वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क हैं जो समानांतर संवेदी उपकरणों द्वारा निर्मित होते हैं जो चिकित्सा डेटा को और स्वास्थ्य मापदंडों को कैप्चर करते हैं और जो रोगी की स्थिति का ब्लूटूथ और ज़िगबी जैसी संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके संकेत देते हैं डेटा को एक स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है जहाँ इसे एग्रीगेट किया जाता है और फ़िल्टरिंग एल्गोरिदम और वॉयस रिमूवल तकनीक का उपयोग किया जा सकता है और इसके बाद संचार तकनीक सेलुलर तकनीक जैसे एलटीई या वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी जैसे IEEE 80211 का उपयोग किया जा सकता है हम डेटा को अस्पताल के सर्वर में अग्रेषित करते हैं जिसमें एक पहचान मास्किंग इकाई होती है जो मरीजों की पहचान के हिस्से को दबा देती है जिसकी चर्चा पहले की है और कच्चा डेटा अब अज्ञात है और इससे पहले कि इसे डेटा क्लाउड में भेजा जाए एक मरीज की पहचान के संबंध में अज्ञात होने के अलावा अलग अलग आभासी मशीनों में संग्रहीत किया जाता है जो प्रत्येक अस्पताल के लिए अद्वितीय होते हैं जो डेटा के बीच पृथकत्व का विस्तार करते हैं और डेटा कि गोपनीयता को संरक्षित करते हैं डेटा को क्लाउड में संग्रहीत किया जाता है और उस पर एनालिटिक्स भी किया जा सकता है और मांग पर प्रक्रिया डेटा को अस्पताल में दूसरे सर्वर पर भेजा जाता है जहां हमारे पास रिवर्स पहचान मास्किंग यूनिट पहचान प्रबंधन इकाई होती है जो मूल डेटा सेट को वापस लाने में मदद करती है पूरा डेटा सेट और वहां से पैरामेडिक्स डॉक्टरों और डेटा को एक्सेस करने के लिए अधिकृत सभी देखभालकर्ता विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए ग्राफिकल प्रारूप में वेब इंटरफेस के माध्यम से डेटा देख सकते हैं अब हम अम्बुसेन्स प्रणाली के कार्यान्वयन और प्रदर्शन के लिए आते हैं दुर्भाग्य से गोपनीयता की चिंताओं के कारण हम वास्तव में आपको वास्तविक रोगी पर एंबुसेन्स सिस्टम का उपयोग नहीं दिखा सकते हैं इसके बजाय हम एक एनीमेशन को करेंगे जो विभिन्न परिदृश्यों में एंबुसेन्स सिस्टम के उपयोग को दर्शाता है भाग एक स्थिर अस्पताल परिदृश्य में सिस्टम के उपयोग का विवरण देता है और इसमें सेंसर का एक संक्षिप्त विवरण भी शामिल है भाग दो में एक विशिष्ट एंबुलेंस देखभाल परिदृश्य में अम्बुसेन्स प्रणाली का उपयोग शामिल है इसलिए यहां हम एक विशिष्ट परिदृश्य पर विचार करते हैं जिसमें विकसित IoT आधारित स्वास्थ्य प्रणाली अर्थात् अम्बुसेन्स का उपयोग किया जा सकता है यहां हम एक मरीज को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए एक नर्स या चिकित्सा सहायक के साथ उसके या उसके भाग लेने पर विचार करते हैं आइए ऐसी स्थिति पर विचार करें जब रोगी को चिकित्सक द्वारा वास्तविक समय में निगरानी रखने की आवश्यकता होती है जो किसी दूरस्थ स्थान पर है अब यह स्थिति कुछ कारणों से उत्पन्न हो सकती है यह स्थिति ग्रामीण अस्पताल हो सकती है लेकिन विशेष रूप से सक्षम उत्थान के लिए विशेष डॉक्टरों की कमी है विशेष रूप से दर्द जो रोगी को लक्षित कर रहा है यह भी हो सकता है कि डॉक्टर जो नियमित रूप से मरीज को देख रहा हो छुट्टी पर हो और रोगी की स्थिति के बारे में कुछ आपात स्थिति में दूरस्थ निगरानी की आवश्यकता हो दूरस्थ सर्वव्यापी निगरानी को सक्षम करने के लिए आप निम्नानुसार अम्बुसेन्स प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं नर्स या पैरामेडिक जो मरीज को देख रहा है उसे दिखाए गए अनुसार रोगी के शरीर में वायरलेस सेंसर विभाजक लगाने की आवश्यकता होती है उपयोग किए जाने वाले वायरलेस सेंसर कई विषम प्रकार के हो सकते हैं और शारीरिक मापदंडों के प्रकारों के आधार पर विशिष्ट होते हैं जिन्हें हम मॉनिटर करना चाहते हैं उदाहरण के लिए यहाँ अम्बुसेन्स प्रणाली में हमें पल्स दर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी और रोगी के तापमान को मापने का प्रावधान है सत्यनिष्ठा के लिए यहाँ हम हृदय गति और ईसीजी सेंसर केवल दो प्रकार के सेंसर प्रदर्शित करते हैं हृदय गति संवेदक जो उपयोग में आता है फोटोप्लेथिसोग्राम या पीपीजी के सिद्धांत पर आधारित है यह सिद्धांत प्रत्येक हृदय चक्र को रोशन करने के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग करता है रक्त प्रवाह के दबाव में अंतर होता है इसलिए चमड़ी के नीचे के ऊतक या त्वचा में धमनियां होती हैं जो प्रकाश अवशोषण में अंतर लाती हैं ये बदले में एन्कोडेड हैं और इसका उपयोग रोगी की हृदय गति की गणना करने के लिए किया जा सकता है यहां हम रोगी के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी को भी मापते हैं अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की मांसपेशी विध्रुवण द्वारा उत्पन्न विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है जो नाड़ी रेटिंग विद्युत तरंगों बनाम त्वचा में प्रचारित करती है यद्यपि बिजली की मात्रा वास्तव में बहुत कम है लेकिन यह माइक्रोवोल्ट्स में है इसे ईसीजी इलेक्ट्रोड के साथ त्वचा के साथ काफी मज़बूती से उठाया जा सकता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये विषम सेंसर एक संवेदी परत या IoT आर्किटेक्चर बनाते हैं संवेदक नोड्स रोगी के शरीर पर इलाज करते हैं और ब्लूटूथ ट्रांसीवर यूनिट से लैस होते हैं जो डेटा अधिग्रहण और प्रारंभिक प्रक्रिया के लिए स्थानीय हब में डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है यहां हमने एक स्थानीय हब के रूप में एक लैपटॉप का उपयोग किया है इसलिए प्रारंभिक प्रसंस्करण में आगे के प्रसंस्करण के लिए उचित प्रारूप में डेटा का अंशांकन शामिल है और उत्पन्न अतिरिक्त शोर अंशांकन को हटाने के लिए फ़िल्टरिंग में हृदय दर सेंसर बौद्धिक हृदय दर रीडिंग वगैरह से प्राप्त ईपीजी रीडिंग को परिवर्तित करने के लिए एल्गोरिदम शामिल हैं स्थानीय हब जो लैपटॉप है वह ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा प्राप्त करने में सक्षम है और फिर यह वायरलेस लैन वाई फाई या सेलुलर तकनीक जैसे 3 जी या एलटीई का उपयोग करके डेटा को अम्बुसेन्स सर्वर पर संचारित करता है यह सब तब किया जाता है जब सेंसर सक्रिय होते हैं और वास्तविक समय डेटा एकत्रीकरण और प्रसंस्करण को प्राप्त करने के लिए डेटा सेंसिंग होता है स्थानीय हब IoT आर्किटेक्चर के एकत्रीकरण और प्रसंस्करण परत की गतिविधियों का हिस्सा है उस दूरस्थ अंत में डॉक्टर अम्बुसेन्स सर्वरों में लॉग इन करके और AmbuSensiitkgpacin पर वेब इंटरफेस को अधिकृत क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके और वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स का उपयोग करने में सक्षम है वह रोगी से प्राप्त वास्तविक समय के आंकड़ों का चित्रमय प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम है यहां हम एक अन्य परिदृश्य पर विचार करते हैं जो विशेष रूप से अम्बुसेन्स प्रणाली के अनुप्रयोग के लिए अनुकूल है जो कि मोबाइल एम्बुलेटरी स्वास्थ्य निगरानी है आइए हम एक मरीज के मामले पर विचार करें जिसे हमने एम्बुलेंस द्वारा एक अन्य स्वास्थ्य सेवा सुविधा तक पहुंचाया है यह स्थिति विशेष रूप से एक ग्रामीण या कुछ शहरी अस्पतालों के मामले में काफी आम है जहां रोगी जो अक्सर शहर के एक विशेष क्लीनिक के लिए भेजा जाता है एम्बुलेंस के अंदर हम मरीज को उसके स्ट्रेचर पर लेटे हुए देखते हैं जिसमें एक पैरामेडिक उसके साथ होता है या आम तौर पर इस स्थिति में मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हैं जबकि ट्रांजिट पर डॉक्टरों द्वारा निगरानी नहीं की जाती है सिटी क्लिनिक के डॉक्टरों को रोगी की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है जब हम पहली बार उसकी यात्रा शुरू करते हैं लेकिन पारगमन में रोगी की स्थिति में काफी बदलाव हो सकता है इस प्रकार डॉक्टर मरीज को सबसे अच्छी देखभाल देने के लिए तैयार रहते हैं यह वह जगह है जहाँ एम्बुलेंस प्रणाली तस्वीर में आती है जैसा कि हमने अस्पताल के परिदृश्य में देखा था कि पैरामेडिक वायरलेस सेंसर उपकरणों को रोगी के शरीर से जोड़ देता है सेंसर की वायरलेस प्रकृति उन्हें आसानी से परिवर्तनशील बना देती है और रोगी को एम्बुलेंस से ले जाने और लाने में आसान बना देती है सेंसर ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग कर स्थानीय हब के साथ संवाद करता है इस मामले में एक स्थानीय हब को बदल दिया गया है और सक्षम एंड्रॉइड डिवाइस इसके पीछे तर्कसंगत रूप से सर्वव्यापी कनेक्टिविटी पर गतिशीलता समर्थन प्रदान करना है पर्यावरण की मोबाइल प्रकृति प्रणाली में अधिक शोर का परिचय देती है जिसके लिए चिकित्सा डेटा द्वारा बाद में कड़े विश्वसनीयता अवरोध बनाने के लिए मजबूत शोर फ़िल्टरिंग तंत्र की आवश्यकता होती है यह हिस्सा स्थानीय हब द्वारा भी संभाला जाता है इस प्रकार स्थानीय हब दोनों को एकत्रीकरण प्रदान करता है फिर IoT आर्किटेक्चर की प्रोसेसिंग लेयर होती है जब एम्बुलेंस पारगमन में है वास्तविक समय संवेदक डेटा LTE कनेक्शन का उपयोग करके AmbuSen सर्वर के लिए स्ट्रीम किया जाता है ताकि डॉक्टर रेफरी में या संदर्भित में AmbuSensiitkgpac पर स्थित AmbuSens वेबसाइट पर लॉग इन कर सके और डेटा का उपयोग और एक्सेस पैरामेडिक के संभावित वास्तविक समय की प्रतिक्रिया में रोगी की स्थिति की निगरानी के लिए किया जा सके इस प्रकार हम अम्बुसेन प्रणाली को स्वास्थ्य देखभाल में IoT के उपयोग के मामले के रूप में प्रस्तुत करते हैं जहां हम आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में मौजूद कुछ चुनौतियों को हल करने के लिए वायरलेस सेंसर विषम संचार प्रौद्योगिकी जैसी IOT के विभिन्न पहलुओं का उपयोग करते हैं निष्कर्ष निकालने के लिए हम दर्शकों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि गतिशीलता इस प्रणाली में क्या विशेष चुनौतियों का सामना कर सकती है और हम उन्हें हल करने के लिए कैसे जा सकते हैं एनीमेशन में दिखाए गए परिनियोजन के दो परिदृश्यों को सिस्टम ने उन दो परिदृश्यों में आज़माया था आकृति एक अस्पताल के परिदृश्य में परीक्षणों को दिखाती है और आकृति दो एम्बुलेटरी परिदृश्य में परीक्षण दिखाती है दोनों परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया गया था और कई पुनरावृत्तियों के माध्यम से हमने सिस्टम को सफलतापूर्वक कैलिब्रेट और परीक्षण किया है परिणाम अगली स्लाइड में दिखाए गए हैं बाईं तरफ का आंकड़ा एक पारंपरिक वायर्ड ईसीजी प्रणाली से एक ईसीजी ट्रेसिंग है और दाईं ओर आप दो निशान के बीच की तुलना में अम्बुसेन सिस्टम से उत्पन्न वास्तविक समय का पता लगा सकते हैं जो सिस्टम की वैधता को दर्शाता है इस प्रकार निष्कर्ष में IoT आधारित प्रौद्योगिकियां संवेदन और IOT की संचार तकनीकों का उपयोग हमारे देश में मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और मुझे आशा है कि यह उदाहरण आपको अपने दम पर IoT आधारित स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित करता है